मानव संसाधन प्रबंधन पर कक्षा में आपका स्वागत है मेरा नाम आराधना मलिक है मैं इस कोर्स में आपकी मदद कर रहा हूं पिछली कक्षा में हम वेतन और प्रोत्साहन प्रणालियों के बारे में बात कर रहे थे और हमने व्यक्तियों के लिए वेतन और प्रोत्साहन प्रणालियों पर चर्चा की अब हम यहाँ कुछ बातों पर फिर से गौर करते हैं हमने प्रदर्शन प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन के बारे में बात की प्रदर्शन प्रोत्साहन की आवश्यकताएं हमने अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन के बारे में भी बात की और मुझे यह पूरी तरह से समझाने का मौका नहीं मिला इसलिए मैं इसे खत्म करने का अवसर लूँगा हम जानते हैं कि हमें यह जानने की आवश्यकता है कि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजना की आवश्यकता कैसे और क्यों है और उन्हें कैसे लागू किया जाना चाहिए इसलिए चूंकि अल्पकालिक प्रोत्साहन सांकेतिक हैं और अल्पावधि उत्पादकता के परिणामस्वरूप उनका मूल्य अल्पकालिक है वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जो लंबे समय तक कंपनी के साथ रहे हैं या जिनके पास संगठन में बहुत अधिक हिस्सेदारी है हम वास्तव में सिर्फ अल्पकालिक प्रोत्साहन के साथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं हमें उन्हें कुछ और देने की आवश्यकता है और इसलिए हमें आपकी आवश्यकता है हमें पता है कि हमें उन्हें कंपनी पर बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि वे संगठन में उच्चतम दांव लगाने के लिए बहुत अधिक ज़िम्मेदारी ले रहे हैं और इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन के कथित मूल्य को बढ़ाने के लिए जो बहुत अधिक जिम्मेदारी ले रहे हैं जो कर रहे हैं जो बहुत अधिक कठिन निर्णय ले रहे हैं जिनके पास संगठन में एक उच्च हिस्सेदारी है जो हमें दीर्घकालिक प्रोत्साहन के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है फिर दीर्घकालिक योजनाएं भी वरिष्ठ प्रबंधन के लिए स्थिरता को प्रोत्साहित करती हैं इसलिए जब हम उन्हें दीर्घकालिक प्रोत्साहन देते हैं तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आप जानते हैं कि उन्हें दिए गए प्रोत्साहन के बारेमे हम उन्हें दीर्घकालिक प्रोत्साहन बताते हैं जो समय की अवधि के बाद फलित होते हैं और वे मूल्य में बहुत अधिक हैं और उन्हें अधिकारियों के लिए अधिक सार्थक माना जाता है इसलिए लोग संगठन विशेष कर वरिष्ठ प्रबंधन के साथ स्थिरता की भावना महसूस करते हैं वे नई प्रक्रियाओं के विकास की सुविधा नए बाजार खोलते हैं और पुराने को बहाल करते हैं मुनाफे में अल्पकालिक योगदान के बजाय रणनीतिक लाभ का डिजाइन इसलिए दीर्घकालिक प्रोत्साहन आमतौर पर संगठन की दीर्घकालिक रणनीति के साथ जुड़ते हैं आप योजना बनाते हैं कि आप जो भी सोचते हैं कि आपकी प्रबंधन टीम में समय की अवधि के बाद होने वाला है जो संगठन को चलाने वाले लोग हैं इसलिए जब हम लंबी अवधि की रणनीति के बारे में बात करते हैं तो रणनीति में यह जानना शामिल होता है कि संगठन को चलाने वाला कौन है जो उन कार्यों को करने जा रहा है जिनकी योजना बनाई गई है और कैसे यदि आप जानते हैं कि किसी वरिष्ठ कार्यकारी को अधिक समय तक स्थिति में बने रहने की संभावना है और देखते हैं कि योजनाएँ फलती फूलती हैं और उन योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं और संगठन के रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ हद तक विकसित करते हैं तो यह योजना बनाना आसान है अगर आप नहीं जानते हैं कि कौन मामलों में सबसे आगे रहने वाला हैतो इन चीजों के लिए योजना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए प्रक्रियाओं और परिणामों का स्वामित्व यदि लोगों के संगठन में उच्च हिस्सेदारी है तो वे प्रक्रियाओं के मालिक होने की संभावना रखते हैं वे महसूस करने की संभावना है कि इन प्रक्रियाओं के साथ एक बंधन महसूस करते हैं जो वे अपने द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए ज़िम्मेदारी स्वीकार करने की संभावना रखते हैं इसलिए संगठनों के रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं का स्वामित्व एक आवश्यक तत्व है और यही कारण है कि हमारे पास वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दीर्घकालिक प्रोत्साहन के लिए दीर्घकालिक उद्देश्य हैं निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन जो हम कार्यभार मानक प्रबंधन की ज़िम्मेदारी निर्धारित करते हैं वह है नौकरी का वर्णन करने के लिए नौकरी विश्लेषण के माध्यम से गति का अध्ययन करना यह तय करें कि नौकरी वास्तव में कैसे की जाती है इसकी एक चरणबद्ध प्रक्रिया के साथ एक समय अध्ययन करें यह तय करें कि किसी विशेष कार्य को करने में कितना समय लगता है तब हमारे पास दिशानिर्देश हैं कि जहां तक फ्रंटलाइन कर्मचारियों के निचले स्तर का संबंध है फ्रंटलाइन कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले काम आमतौर पर अत्यधिक दोहराए जाते हैं उनके पास एक छोटा काम चक्र है और उनके पास एक स्पष्ट औसत दर्जे का आउटपुट है और वे जो संगठन द्वारा सेवा प्रदान करने की विधि और उत्पाद के परिमाणीकरण की डिग्री और कानूनी और सामाजिक दबावों सहित संगठनात्मक आवश्यकताओं से प्रभावित होते हैं वे उस प्रकार के उत्पाद या सेवा से प्रभावित होते हैं इसलिए प्रोत्साहन को इन कार्यभार मानकों के आसपास केंद्रित करने की आवश्यकता है हम कार्यभार मानकों को निर्धारित करते हैं और हम योजना के निचले स्तर के कर्मचारियों को उस कार्य के प्रत्येक चरण में प्रोत्साहित करने की योजना बनाते हैं जो वे कर रहे हैं और प्रत्येक कार्य के लिए जो उपक्रम वे कर रहे हैं आज के लिए मैंने जो योजना बनाई थी उस पर आगे बढ़ते हैं यही हमने पिछली बार किया था आज हम टीम प्रोत्साहन के बारे में बात करेंगे हमने व्यक्तिगत प्रोत्साहन के बारे में बात की जो व्यक्तियों को दिया जाता है टीम प्रोत्साहन उन लोगों के समूहों को टीमों को दिया जाता है जो एक उद्देश्य के साथ एक परियोजना शुरू करते हैं एक टीम एक उद्देश्य के साथ एक समूह के अलावा कुछ भी नहीं है तो आप टीम को कैसे प्रोत्साहित करते हैं लाभ देने के फायदे नंबर एक हैं यह उन श्रमिकों को पुरस्कृत करना संभव बनाता है जो लाइन श्रमिकों को अप्रत्यक्ष श्रम के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं जिन्हें अभी तक केवल नियमित आधार पर वेतन का भुगतान किया जाता है इसलिए जब हम टीम को प्रोत्साहित करते हैं तो हम सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं हम प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं हम श्रमिकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं और हम समग्र रूप से टीम को लाभ देते हैं जिन व्यक्तियों को आप जानते हैं वे अलग अलग लोगों के योगदान को विशेष रूप से सहायक कर्मचारियों के रूप में नहीं देख सकते हैं छात्रों में से एक ने मुझसे एक मंच पर एक प्रश्न पूछा था कि मुझे यकीन नहीं है कि मैंने इसका जवाब दिया या शायद यह एक मेल था लेकिन वैसे भी अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं और सवाल था लाइन कर्मचारी और एक कर्मचारी कार्यकर्ता के बीच अंतर क्या है कर्मचारी काम करते हैं विशेष रूप से ऐसे लोग हैं जो आपके आस पास चल रहे सभी लोगों को आपके कार्यालयों में उपस्थित करते हैं तो आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो सभी व्यापार का जैक है जो आपके कागजात को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ले जाता है जो आपको फोटोकॉपी के कागजात देता है जो आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार कार्यालय की आपूर्ति प्रदान करता है जिसे आप जानते हैं कि कि कौन ठीक करता है शायद आप जानते एक पेंच हैं जो गिर गया है इसलिए आपके पास प्रत्येक संगठन में सहायक कर्मचारी हैं जिनके पास वास्तव में कोई स्पष्ट कार्य विनिर्देश नहीं हैं वे जो कुछ भी कहते हैं वह उनकी मदद करने करते है उनके बिना संगठन नहीं चल सकता है ये कर्मचारी अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हैं और वे उन प्रोत्साहनों से लाभान्वित नहीं होते हैं जो उन फ्रंटलाइन श्रमिकों को दिए जाते हैं जिनकी नौकरी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होती है लेकिन जब हम टीम के प्रोत्साहन का आयोजन करते हैं तो हम सभी कर्मचारियों को कहते हैं क्योंकि यह कार्यालय इतनी खूबसूरती से काम कर रहा है कि इस कार्यालय में सहायक कर्मचारियों को पूरे पुरस्कार के रूप में पुरस्कार दिया जा रहा है और इस तरह से उन्हें उन प्रयासों के लिए मुआवजा दिया जा सकता है जो वे डालते हैं लेकिन प्रयास जो स्पष्ट रूप से मापने योग्य या दृश्यमान नहीं हैं या जब तक वे वहां नहीं होते हैं तब तक महत्वपूर्ण नहीं देखा जाता है टीम के प्रोत्साहन के नुकसान नंबर एक हैं प्रबंधन दरों या कर्मचारियों में कटौती करेगाडर यह है अगर कर्मचारी बहुत अधिक उत्पादन करते हैं इसलिए एक बड़ा नुकसान यह है कि आप जानते हैं कि जब आप टीम को प्रोत्साहित करना शुरू करते हैं तो लोगों को लगता है कि प्रबंधन आपको उनका वेतन काट सकता है यदि आप प्रोत्साहन देने के बजाय बहुत अधिक उत्पादन करते हैं टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा है एक टीम जो बहुत अधिक उत्पादन करती है उसे बार बार प्रोत्साहन मिलता रहता है इसलिए लोगों को लगता है कि आप जानते हैं कि यदि आप हमें केवल अपने पैसे के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए इतना लाभ दे रहे हैं जो आप हमारे काम में लगा रहे हैं तो जो भी आप हमें दे रहे हैं उसकी भरपाई के लिए आधार वेतन में कटौती की जा सकती है और टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है एक टीम निष्पक्ष या अनुचित साधनों से दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर सकती है निष्पक्ष रूप से महान यह संगठन की मदद करता है लेकिन जब प्रतियोगिता अनुचित हो जाती है तो यह संगठन के लिए एक समस्या बन जाती है और टीम के उत्पादन में उनके व्यक्तिगत योगदान को देखने के लिए श्रमिकों की अक्षमता यदि लोग यह नहीं देखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और यह कैसे टीम की मदद कर रहा है तो वे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं जो वे कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि टीम को फायदा होता है हर टीम में आप ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और आपके पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो निशुल्क लाभभागी फ्री राइडर्स हैं जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं लेकिन उस टीम को दिए जाने वाले लाभ लेते हैं और इसे बढ़ाया जा सकता है यदि आप केवल टीम को प्रोत्साहन देते हैं और नहीं व्यक्तिगत प्रोत्साहन ठीक है फिर हमारे पास संगठन व्यापी प्रोत्साहन हैं संगठन व्यापी प्रोत्साहन उन प्रोत्साहनों को संदर्भित करता है जो सभी कर्मचारियों को उनके उत्पादन के बावजूद दिए गए कार्य के बावजूद चाहे वे किसी भी व्यक्ति या टीम के योगदान के लिए कितना भी योगदान दें इसलिए यदि संगठन फ्रंटलाइन वर्कर्स से लेकर सीईओ तक सभी को लाभान्वित करता है तो उसे पाई और रूपक के रूप में बोलने का एक टुकड़ा मिलता है इसलिए अधिक उत्पादक बनने के लिए संगठन को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है लाभ साझाकरण यह एक तरीका किया जा सकता है लाभ साझाकरण प्रॉफ़िट शेयरिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वार्षिक लाभ का एक प्रतिशत सालाना कर्मचारियों को दिया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि लाभ के मामले में एक वर्ष में 100 करोड़ रुपये हैं और मुझे लगता है कि शायद १०० करोड़ रुपये १० नहीं १००० मिलियन हैं मैं वैसे भी १०० करोड़ रुपये की रूपांतरण दरों के बारे में निश्चित नहीं हूं इसलिए आप कहते हैं कि मैं 50 करोड़ रुपये रखूंगा और शेष 50 करोड़ रुपये कर्मचारियों को संगठन में उनकी हिस्सेदारी के आधार पर वितरित किए जाएंगे तो आप सभी को लाभ का प्रतिशत देते हैं इसलिए शायद आप जानते हैं कि हर एक कर्मचारी को उस 50 करोड़ लाभ का कुछ अंश मिलता है जिसे आप श्रमिकों के बीच वितरित करने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए आपको लगता है कि यह आपकी वजह से है कि संगठन ने बहुत उत्पादन किया है और सब कुछ आमतौर पर काले और सफेद रंग में रखा गया है लाभ साझा करना उत्पादकता आधारित है यह अधिक बार फैलाया जाता है और इसे त्रैमासिक या अर्ध वार्षिक रूप से फैलाया जाता है त्रैमासिक का मतलब कि प्रत्येक 3 महीने के बाद है या अर्ध वार्षिक अर्ध का मतलब है साल का आधा छमाही व्यवहार संशोधन के परिणामस्वरूप भागीदारी प्रबंधन और सहयोग के माध्यम से इसे प्रोत्साहित किया जाता है और मैं चाहूँगा कि आप इस अभ्यास को करें मैं चाहता हूं कि आप अपने इंटरनेट पर वापस जाएं और मैं चाहता हूं कि आप प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग बीच के अंतर का पता लगाएं और कृपया मंच पर अपनी प्रतिक्रियाएँ पोस्ट करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें यह एक मूल्यांकन अभ्यास नहीं है यह सिर्फ उन लोगों के रचनात्मक रस को प्राप्त करने के लिए है जो इस पाठ्यक्रम में बहुत रुचि रखते हैं मैं चाहता हूं कि आप अधिक सोचें और मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी है हमें देखते हैं कि आप कितना खोद खोज सकते हैं और मैं मंच पर आपके प्रश्नों का उत्तर दूँगा बस कोशिश करें और लाभ साझा करने और संगठन के लिए प्रोत्साहन के प्रकार साझा करने के बीच के अंतर को सारणीबद्ध करें और हमें बताएं कि आप क्या करते हैं कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना लोगों को संगठनात्मक प्रोत्साहन देने का एक और तरीका है कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं के कारण विलय और अधिग्रहण हैं यह उधार के पैसे का एक महंगा तरीका है जो कर्मचारी स्वामित्व में विश्वास को बढ़ाता है कर्मचारियों को लगता है कि संगठन में उनकी हिस्सेदारी है और इससे कर्मचारियों के स्वामित्व की भावना बढ़ती है और इससे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ भी मिलता है कंपनी द्वारा योजना के लिए कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व कार्यक्रमों की सफलता के लिए शर्तों का बड़ा योगदान है तो कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना में संगठन से उस योजना के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान शामिल है जिसमें कर्मचारी स्वामित्व के प्रबंधन की प्रतिबद्धता भी शामिल है मेरा मतलब है कि प्रबंधन को यह विश्वास दिलाना होगा कि कर्मचारी संगठन में भाग लेने वाले हैं अन्यथा यह योजना सफल नहीं हो सकती इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कर्मचारियों को संगठन की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए यदि वे भाग के मालिक होने जा रहे हैं तो उन्हें कहना होगा कि संगठन के प्रमुख निर्णयों में संगठन के कार्यों में उनका क्या कहना है संचार में एक पारदर्शिता की आवश्यकता है और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं के लिए कर्मचारी केंद्रित होना चाहिए न कि संगठन केंद्रित उन्हें उन कर्मचारियों को वास्तव में लाभान्वित करने में सक्षम होने की आवश्यकता है जिनके लिए उन्हें बनाया जा रहा है प्रदर्शन प्रणालियों के लिए भुगतान करें कुछ ऐसी धारणाएँ जो हम आपको बताते हैं कि जब हम प्रदर्शन प्रणालियों के लिए भुगतान डिज़ाइन करते हैं तो व्यक्तिगत कर्मचारी और कार्य दल अलग अलग होते हैं न केवल वे जो करते हैं उसमें फर्म में कितना योगदान करते हैं बल्कि इसमें वे कितना अच्छा करते हैं इसलिए जब हम प्रदर्शन के लिए भुगतान के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ अनुमान लगाते हैं दूसरी धारणा यह है कि फर्मों का समग्र प्रदर्शन फर्म के भीतर व्यक्तियों और समूहों के प्रदर्शन पर काफी हद तक निर्भर करता है फर्म का प्रदर्शन इस बात का परिणाम है कि कर्मचारी अपनी नौकरियों में क्या करते हैं और उच्च प्रदर्शन करने वालों को बनाए रखने और प्रेरित करने के लिए और सभी कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष होने के लिए एक कंपनी को अपने रिश्तेदार के प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की आवश्यकता होती है हर किसी को एक ही लाभ अलग अलग लोगों को नहीं दिया जा सकता है जो अलग अलग काम करते हैं इसलिए काम की मात्रा के आधार पर उन्हें अलग अलग लाभ दिए जाने की आवश्यकता है प्रदर्शन प्रणालियों के लिए भुगतान की कुछ चुनौतियाँ हैं केवल वही करें जो आपको सिंड्रोम के लिए भुगतान किया जाता है लोगों को लगता है कि जो कर्मचारी सिस्टम का हिस्सा हैं उन्हें लगता है कि उन्हें केवल वही मिलेगा जो वे करते हैं केवल उनके लिए भुगतान किया जाएगा इसलिए वे केवल उस प्रणाली को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त करते हैं जो वे चाहते हैं कि वे ड्यूटी के आह्वान से ऊपर और बाहर न जाएं सहयोग की भावना पर सिस्टम के नकारात्मक प्रभावों से अधिक बाहर निकलने के लिए अनैतिक व्यवहार दुर्भाग्य से प्रदर्शन प्रणालियों के लिए भुगतान प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है सहयोग नहीं क्योंकि हर कोई पाई के उस टुकड़े के लिए लड़ रहा है जो उच्च कलाकारों को दिया जा रहा है इसलिए लोग कभी कभी एक दूसरे को कम आंकते हैं नियंत्रण की कमी है मेरा मतलब है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो काम कर रहे हों आप एक दिन में 20 घंटे और कभी कभी यह हाथ से निकल सकता है आप जानते हैं कि आप कितने लोगों के लिए योजना बनाते हैं जो ड्यूटी के आह्वान पर और उससे अधिक प्रदर्शन करने वाले लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं प्रदर्शन को मापने में कठिनाइयाँ फिर से जब तक सब कुछ काले और सफेद रंग में नहीं रखा जाता है तब तक प्रदर्शन को मापने योग्य बनाने के लिए एक संख्या देने के लिए प्रदर्शन को निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो जाता है मनोवैज्ञानिक अनुबंध जो पूर्व अनुभव के आधार पर उम्मीदों का सेट है इसलिए जब हम एक मनोवैज्ञानिक अनुबंध के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है आप जानते हैं यदि कोई व्यक्ति उच्च प्रदर्शन करता है तो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा और हम उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर लोगों के बारे में उम्मीदों का एक समूह तैयार करते हैं तुम्हें पता है यह हम सींग और प्रभामंडल प्रभाव के कारण नहीं होता है यह सींग और प्रभामंडल का प्रभाव नहीं है यह सिर्फ आप जानते हैं कि हम उम्मीदों का एक समूह बनाते हैं हम जानते हैं कि यह एक देना और लेना है फिर हम अनुबंध के बारे में बात करते हैं यह एक देना है और आप संगठन के एक हिस्से का हिस्सा हैं जो आपने पहले किया है मैं आपसे यह करने की अपेक्षा कर रहा हूं और यह एक मनोवैज्ञानिक अनुबंध है जो कर्मचारी और संगठन के बीच बनता है और जब हम प्रदर्शन कर्मचारी के वेतन के बारे में बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं इसलिए मैं संगठन से यह अपेक्षा कर रहा हूं कि वह मुझे इसके बदले में योग्य दे विश्वसनीयता का अंतर फिर से एक चुनौती बन जाती है आप यह कैसे तय करते हैं कि कौन विश्वसनीय है कौन नहीं है आप कैसे उन कर्मचारियों की विश्वसनीयता स्थापित करते हैं जो इस दबाव के तहत इतनी अच्छी तरह से काम करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन संगठन के लिए कौन अधिक प्रतिबद्ध हो सकता है फिर नौकरी असंतोष और तनाव प्रदर्शन प्रणालियों के लिए प्रदर्शन वेतन का एक परिणाम है मेरा मतलब है कि अगर आप बहुत अधिक प्रदर्शन करने के लिए लगातार बंदूक के नीचे हैं तो आप तनाव में हो सकते हैं जिसे आप महसूस कर सकते हैं आप अपनी नौकरी से असंतुष्ट महसूस कर सकते थे हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी के पास एक सीमित क्षमता है कि हम कितनी दूर तक दौड़ सकते हैं हमें रुकने और आराम करने की आवश्यकता है और कुछ लोग हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक समय तक चल सकते हैं और जो लोग विभिन्न कारणों से ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं वे असहज महसूस करते हैं आंतरिक ड्राइवकी संभावित कमी आप महसूस करते है और आंतरिक ड्राइव अच्छी तरह से करने के लिए क्योंकि आप अच्छी तरह से कम करना चाहते हैं यह सब बाहरी प्रेरणा के बाद है कुछ बाहर आप जानते हैं कि यह एक गाजर है जो आपके सामने लटका है और आप उस गाजर के पीछे भाग रहे हैं और आपको बताया जाता है कि यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको केवल वही मिलेगा जो आप के लिए काम करता है और इससे अधिक नहीं इसलिए हम सभी मनुष्य हैं हम ऐसी मशीनें नहीं हैं जिन्हें हम वास्तव में इनपुट और आउटपुट दर्शन द्वारा नियंत्रित नहीं करते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि हम मशीनों की तरह बनने की कोशिश करते हैं लेकिन दिन के अंत में हम में मशीन नहीं हैं हमारी उत्पादकता अन्य दिनों में बहुत अधिक होगी यह इतनी अधिक नहीं हो सकती है इसलिए हम औसत रूप से देख रहे हैं वेतन की पूरी अवधारणा एक व्यक्ति की अपेक्षित आउटपुट या वास्तविक आउटपुट के औसत पर केंद्रित है और इसलिए यह नहीं है इसलिए एक दिन आप 20 घंटे काम करते हैं और आप इसे प्राप्त करते हैं और दूसरे दिन आप 5 घंटे काम करने में सक्षम नहीं होते हैं और आपको थोड़ा सा मिलता है और इसलिए आप जान सकते हैं कि मैं असंतुलन पैदा कर सकता हूं इसका मतलब है कि यह आप पर प्रदर्शन करने के लिए तनाव सदा बना रहता है और इसलिए यह सब बाहरी रूप से संचालित है आपको ऐसा करने का मन नहीं करता है बस आपको पता है कि आपको केवल वही मिलेगा जो आप भुगतान करना चाहते हैं जो आप ठीक नहीं करना चाहते हैं आंतरिक इक्विटी को प्राप्त करने के लिए नौकरी आधारित मुआवजे की योजना बनाने में कुछ कदम वहाँ नौकरी मूल्यांकन है जो एक तर्कसंगत और व्यवस्थित निर्णय को साबित करने के लिए एक प्रक्रिया है कि प्रत्येक नौकरी फर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप आचरण करते हैं हमने पिछले व्याख्यान में इक्विटी के बारे में बात की थी लेकिन आप इस इक्विटी को कैसे प्राप्त करते हैं नौकरी का विश्लेषण करने के लिए आप सबसे पहले नौकरी का विश्लेषण करते हैं आप जिस नौकरी का विवरण लिखते हैं उसका विश्लेषण करते हैं आप नौकरी के विनिर्देशों को निर्धारित करते हैं फिर आप मुआवज़ेवाले कारकों का उपयोग करके पूर्व निर्धारित प्रणाली का उपयोग करके सभी नौकरियों के लायक हैं और फिर आप वर्गीकृत करते हैं कि आप उपरोक्त के आधार पर एक नौकरी पदानुक्रम बनाते हैं तो आप ग्रेड स्तर द्वारा नौकरियों को वर्गीकृत करते हैं या तो एक रैंकिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है कि एक बिंदु प्रणाली का उपयोग किए बिना ग्रेड में नौकरियों को क्रमबद्ध करनाया आप कारक तुलना का उपयोग करते हैं आप नीति पर कब्जा करते हैं पॉलिसी कैप्चरिंग का तात्पर्य गणितीय विश्लेषण का उपयोग करके फर्म की मौजूदा प्रथाओं के आधार पर प्रत्येक नौकरी के सापेक्ष मूल्य के आकलन से है इसलिए आप प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन करते हैं और आप प्रत्येक कार्य में मूल्यांकन में समानता को आंतरिक इक्विटी बनाते हैं और फिर नौकरी आधारित मुआवजा योजनाओं की कुछ कमियाँ हैं नौकरी आधारित मुआवजा योजनाएं व्यवसाय की प्रकृति और इसकी अनूठी समस्याओं को ध्यान में नहीं रखती हैं इसलिए वे व्यक्तिपरक हो सकते हैं और मनमाने ढंग से नए विकास कार्यों के साथ हो सकते हैं और अधिक व्यापक रूप से परिभाषित और सामान्यीकृत हो गए हैं तो नौकरियों के सापेक्ष महत्व का मूल्यांकन मुश्किल है आप कैसे तय करते हैं कि कौन सी नौकरी दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है वे नौकरशाही यंत्रवत और अनम्य होते हैं इसलिए यह मुश्किल है कि परिवर्तनीय वेतन की अवधारणा को लागू करना मुश्किल हो जाता है और अर्थव्यवस्था में बदलाव के अनुकूल होना भी मुश्किल हो जाता है अर्थव्यवस्था में बदलाव से नौकरियों में अंतर या नौकरियों के मूल्य में अंतर हो सकता है बाजार सर्वेक्षण से प्राप्त मजदूरी और वेतन डेटा निश्चित नहीं हैं तो तुम कैसे जानते हो कौन कितना भुगतान कर रहा है कौन सा संगठन अपने कर्मचारियों को कितना भुगतान कर रहा है कई बार इन बातों का खुलासा नहीं किया जाता है और माध्यमिक सहायक जानकारी विश्वसनीय नहीं होती है इसलिए जब आप नौकरी आधारित मुआवजे के बारे में बात करते हैं तो यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको अपने कर्मचारियों को कितना भुगतान करना चाहिए सापेक्ष मूल्य का निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है इक्विटी के प्रति कर्मचारियों की धारणा इक्विटी के नियोक्ताओं की धारणा से अधिक मायने रखती है अब ये योजनाएं कर्मचारी अनुकूल नहीं हैं एक कर्मचारी कड़ी मेहनत करेगा यदि कर्मचारी को लगता है कि वे हैं कि वहाँ उसके साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है और जब हम नौकरी आधारित मुआवजा योजनाओं को लागू करने के बारे में बात करते हैं तो हम कर्मचारियों की धारणा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि उन्हें कितना भुगतान किया जाना चाहिए संगठन यह तय करता है और यह एक समस्या हो सकती है यह फ्रीलांसरों और ज्ञान श्रमिकों जैसे शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सहज नहीं है जो एक खुले बाजार में काम करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और रचनात्मक मल्टी टास्कर्स हैं ये नौकरियाँ ये योजनाएं उन नौकरियों के लिए अधिक अनुकूल हैं जो औसत दर्जे का हैं जो औसत दर्जे का आउटपुट हैं जो आप जानते हैं कि आप हैं दोहराव यह है कि बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं ठीक है अभ्यास के लिए कुछ सुझाव आपको नीतिगत निर्णय लेने में रणनीतिक रूप से सोचने की जरूरत है वेतन सुरक्षित कर्मचारी इनपुट के बारे में जो आपको पता है कि कर्मचारियों को आपको इन सुझावों को लागू करने के बारे में सुझाव देना है अगर आप वास्तव में नौकरी आधारित मुआवजा योजना को लागू करने की योजना बना रहे हैं विस्तार करते समय प्रत्येक नौकरी के वेतन की सीमा बढ़ाएँ इसलिए जब आप दायरा बढ़ाते हैं या जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ाते हैं तो अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग लोगों को दिए जाने वाले वेतन की सीमा बढ़ाएँ जॉब बैंडिंग के लिए सुझाव आप उन नौकरियों को कैसे बैंड करते हैं जिन्हें आप अलग अलग बैंड में अलग अलग श्रेणियों में रखते हैं समय समय पर सांख्यिकीय साक्ष्यों की जांच करना सुनिश्चित करें कि नौकरी मूल्यांकन प्रणाली वह कर रही है जो यह करना चाहिए है कर्मचारियों के वेतन के अनुपात का विस्तार करें जो तथाकथित ज्ञान श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील नीतियाँ हैं जो कि भुगतान किए गए बाहरी अवसरों के प्रकारों को निर्दिष्ट करते हैं जो कि वे फर्म द्वारा नियोजित रहते हुए भी पीछा कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के सीढ़ी के लिए दोहरे कैरियर सीढ़ी की स्थापना करना इसलिए कि प्रबंधन रैंक में वृद्धि या संगठनात्मक पदानुक्रम केवल वेतन में पर्याप्त वृद्धि हासिल करने का एकमात्र तरीका नहीं है तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो एक ही समय में कई काम कर सकते हैं और दोहरे कैरियर की सीढ़ी होने से ऐसे कर्मचारियों को सिस्टम में ऊपर जाने में मदद मिलेगी और वे अभी भी प्रेरित महसूस करेंगे आप प्रदर्शन प्रणालियों के लिए भुगतान की चुनौतियों को कैसे पूरा करते हैं आप भुगतान और प्रदर्शन को उचित रूप से जोड़ सकते हैं टुकड़ा दर प्रणाली उन प्रणालियों को संदर्भित करती है जहां श्रमिकों को प्रति यूनिट उत्पादन किया जाता है इसलिए प्रत्येक इकाई के लिए जो उत्पाद या सेवा का जो श्रमिकों द्वाराउत्पादन किया जाता है उन्हें अलग से भुगतान किया जाता है आप व्यापक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के एक भाग के रूप में प्रदर्शन के लिए भुगतान का उपयोग कर सकते हैं आप कर्मचारी विश्वास का निर्माण कर सकते हैं आप इस विश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं कि प्रदर्शन में फर्क पड़ता है इसलिए प्रदर्शन को सार्थक बनाएँ कर्मचारियों को यह समझने में मदद करें कि प्रदर्शन के लिए उनका मूल्यांकन करना सहायक है पुरस्कारों की कई परतों का उपयोग करें आप कर्मचारी की भागीदारी बढ़ा सकते हैं आप नैतिक रूप से कार्य के महत्व पर जोर दे सकते हैं जिसे आप जानते हैं कि प्रदर्शन प्रणालियों के लिए भुगतान आमतौर पर बहुत सी अनैतिक प्रथाओं के लिए दरवाजा खोलते हैं और यह इस विश्वास को लगातार मजबूत करने में मदद करता है कि कर्मचारियों को यथासंभव नैतिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है प्रेरणा और गैर वित्तीय प्रोत्साहन का उपयोग उन्हें उस काम में संलग्न रखने के लिए करें जो वे करते हैं प्रदर्शन योजनाओं के लिए कुछ प्रकार के भुगतान आपके पास व्यक्तिगत आधारित योजनाएं हैं जो योग्यता वेतन है हमने पहले इस पर चर्चा की है और इसमें आम तौर पर साल में एक बार दिए जाने वाले आधार वेतन में वृद्धि शामिल है आपके पास बोनस कार्यक्रम हो सकते हैं एकमुश्त भुगतान हो सकता है जो एक बार आपके पास पुरस्कार हो सकता है जो मूर्त पुरस्कार हैं इसलिए हमने योग्यता आधारित प्रणालियों पर चर्चा की है मैं अभी भी इसके माध्यम से एक बार फिर से बहुत जल्दी वास्तव में जाऊँगा नहीं मुझे नहीं लगता कि मेरे पास उसके लिए वैसे भी समय है इसलिए मैं इन स्लाइड्स को आपके साथ साझा करुंगा प्लांट वाइड प्लान कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हमने चर्चा नहीं की है प्लांट वाइड प्लान्स पूरे प्लांट या यूनिट के प्रदर्शन के आधार पर प्लांट या बिजनेस यूनिट के सभी वर्कर्स को पुरस्कृत करते हैं प्लांट वाइड प्लान के फायदे उत्पादकता दक्षता प्रतिबद्धता हैं और नुकसान है कम प्रदर्शन करने वाले का संरक्षण है संयंत्र की व्यापक योजनाओं के पक्ष में कुछ शर्तें फर्म आकार प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक प्रदर्शन और कॉर्पोरेट संस्कृति और उत्पाद बाजार की स्थिरता हैं कॉर्पोरेट विस्तृत योजनाएँ वे योजनाएँ हैं जहाँ आपको पुरस्कृत किया जाता है जहाँ आप कर्मचारियों को पूरे निगम के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत करते हैं उदाहरण के लिए लाभ साझाकरण कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना वगैरह कॉर्पोरेट व्यापक योजनाओं के फायदे फर्म के कर्मचारी प्रतिबद्धता कर लाभ में वृद्धि के लिए वित्तीय लचीलेपन हैं कॉर्पोरेट विस्तृत योजनाओं के नुकसान कर्मचारी काफी जोखिम में हो सकते हैं क्योंकि ESOPs में व्यापक आर्थिक बलों के लिए एक उच्च जोखिम हो सकता है उत्पादकता पर एक बड़ा प्रभाव हो सकता है और लंबे समय तक बारिश हो सकती है वित्तीय कठिनाइयों कॉर्पोरेट विस्तृत योजनाओं के पक्ष में कुछ शर्तें फर्म के आकार के व्यापार के विभिन्न हिस्सों की परस्पर निर्भरता हैं बाजार की स्थिति और अन्य प्रोत्साहनों की उपस्थिति हो सकती है और यही वह जगह है जहां तक मैं इस व्याख्यान को रोकूंगा इसमें कुछ स्लाइड हैं कि मैंने संबोधित नहीं किया है मैं आपके साथ इन स्लाइड्स को साझा करुंगा और वे बहुत स्वतः स्पष्ट व्याख्यात्मक हैं इसलिए वे प्रदर्शन प्रणालियों के लिए व्यक्तिगत वेतन के फायदे और नुकसान पर चर्चा करते हैं और प्रदर्शन योजनाओं के लिए भुगतान करते हैं और वे बहुत स्वतः स्पष्ट व्याख्यात्मक हैं मंच पर इन जानकारियों के बारे में मुझसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है और मैं इस बारे में आपको जवाब दूँगा लेकिन मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम अगले व्याख्यान में मानव संसाधन प्रबंधन में कुछ और सीखने के साथ आगे बढ़ेंगे